तो वापस स्वागत है और आज फिर से हम इन आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे यह व्याख्यान संख्या 50 है और हम मुख्य रूप से डायगोनालायजेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और यह लीनियर सिस्टम ऑफ़ इक्वेशंस को हल करने के लिए भी प्रयोग मे आता है मेट्रिक्स आदि की घात प्राप्त करने के लिए भी तो मेट्रिक्स का डायगोनालायजेशन क्या है अब हम यहां चर्चा करेंगे तो एक वर्ग A को एक इनवेर्टेबले मेट्रिक्स P मौजूद होने पर डायगोनालायजेबल कहा जाता है यदि कोई इनवेर्टेबले मेट्रिक्स P मौजूद है ताकि यह 𝑃−1𝐴𝑃 एक डाइगोनल मेट्रिक्स या दूसरे शब्दों में है क्योंकि यह अवधारणा हमने पहले ही मेट्रीसेस की समानता का परिचय दिया है तो दूसरे शब्दों में यदि A डाइगोनल मेट्रिक्स के समान है क्योंकि यदि यहाँ बिंदु A को डायगोनालायजेबल कहा जाता है अगर हम इस A को लिख सकते हैं 𝑃−1𝐴𝑃 जो की एक डाइगोनल मेट्रिक्स है तो हम कहते हैं कि यह A डायगोनालायजेबल है तो यह A का अर्थ यहां डाइगोनल मेट्रिक्स के समान है 𝑃−1𝐴𝑃 और यह P एक इन्वर्स मेट्रिक्स है जिसे हमें ढूंढना है ताकि यह 𝑃−1𝐴𝑃 एक डाइगोनल मेट्रिक्स बन जाए तो माना कि A एक n×n मेट्रिक्स है और यह एक अच्छा परिणाम है कि A हमेशा डायगोनालायजेबल है इसका मतलब है हम ऐसे P को खोज सकते हैं जिससे कि यह 𝑃−1𝐴𝑃 एक डाइगोनल मेट्रिक्स है तो परिणाम यहाँ है की A डायगोनालायजेबल है अगर A के n लीनियर रूप से इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर है तो यह एक अच्छा परिणाम यहाँ है इसका आइगेन वैल्यू के साथ कुछ नहीं करना है वास्तव में हमें आइगेन वेक्टर की तलाश करनी होगी तो अगर हम n लिनियर्ली इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर मिलते हैं तो A का डायगोनालायजेशन किया जा सकता है और अगर हम n लीनियर रूप से इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो A डायगोनालायजेशन नहीं है तो यह इस व्याख्यान का मुख्य परिणाम है फिर से हम यहां औपचारिक प्रमाण के माध्यम से नहीं जाएंगे लेकिन हम कई उदाहरणों की मदद से देखेंगे कि यह कैसे काम करता है और इस परिणाम के एक और परिणाम में हमारे पास यहाँ हैं यदि n एक 𝑛 × n मेट्रिक्स है यहाँ A है और इसके 𝑛 अलग अलग आइगेन वैल्यू हैं तो भी A डायगोनालायजेबल है और फिर कारण स्पष्ट है क्योंकि यदि हमारे पास n भिन्न आइगेन वैल्यू हैं तो हमे n लिनियर्ली इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर मिलेगे यह एक परिणाम है जो हमने पहले ही पिछले व्याख्यान में देखा है कि अलग अलग इंडिपेंडेंट आइगेन वैल्यू के अनुरूप हमारे पास भिन्न भिन्न लीनियर इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर होते हैं तो अंततः यह दूसरा परिणाम फिर से पिछले के समान है कि डायगोनालायजेबल है अगर और केवल अगर इसके n लिनियर्ली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो बस एक नोट यहाँ है कि यह मेट्रिक्स P जो A का डायगोनालायजेशन करता है को A का मॉडल मेट्रिक्स कहा जाता है और जिसके कॉलम मेरा मतलब है कि इस A के लिए मेट्रिक्स P को कैसे खोजें तो यहाँ यह मॉडल मेट्रिक्स P के कॉलम ओर कुछ नहीं बल्कि इन विभिन्न आइगेन वैल्यू के अनुरूप आइगेन वेक्टर हैं इसलिए यदि आपके पास n लिनियर्ली इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर हैं तो हमे उन्हें कॉलम के रूप में इस मेट्रिक्स P में रखना है और यही हमारा मेट्रिक्स P हैं और जब हम इस 𝑃−1𝐴𝑃 की जांच करेंगे तो यह ओर कुछ नहीं बल्कि डाइगोनल मेट्रिक्स होगा और इस डाइगोनल मेट्रिक्स की प्रविष्टियाँ आइगेन वैल्यू होंगे इन आइगेन वेक्टरस के अनुरूप जिस तरह हमने इस मेट्रिक्स P के कॉलम के रूप में इन्हे रखा है तो अब यहाँ के साथ इस उदाहरण पर विचार करते हैं तो यहाँ हम अपने समय के बहुत से भाग को आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टरस को ज्ञात करने के लिए खर्च नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही व्याख्यान में देख चुके हैं इसलिए हम इस उदाहरण के लिए आइगेन वैल्यू की गणना कर सकते हैं और यह 1 6 हो सकते है क्योंकि यह विचार सरल है कि यह 5 माइनस लेम्डा 𝜆 और फिर हमारे पास है तो इस डिटेर्मिनेंट को हमें हल करना है जिसे हम यहां गुणा के रूप में लिख सकते हैं 10 और फिर हमारे यहां माइनस 2 और माइनस 5 होगा तो माइनस 7 लेम्डा 𝜆 और प्लस यह लेम्डा 𝜆 का वर्ग माइनस 4 बराबर 0 हैं तो यह लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा है और फिर हमारे यहाँ 6 0 के बराबर है और इससे भिन्न माइनस 6 माइनस शून्य कर सकते है तो लेम्डा 𝜆 माइनस 6 और लेम्डा 𝜆 माइनस 1 0 के बराबर है तो यहाँ हमें 1 और 6 के रूप में ये आइगेन वैल्यू मिलते हैं तो इन आइगेन वैल्यू मे से अब प्रत्येक के लिए इसी के सापेक्ष हम आइगेन वेक्टर को ज्ञात करेगे और यहाँ हमारे पास वास्तव में ये भिन्न भिन्न आइगेन वेक्टर हैं तो हमे दो लीनियर इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर प्राप्त होगे और फिर हम इस मेट्रिक्स को विकरणीकृत कर सकते हैं तो यहाँ 1 के अनुरूप आइगेन वेक्टर के रूप में आता हैं तो यह इस एक से संबंधित है और 6 के अनुरूप हम यहां प्राप्त करते है और अब एक बार जब हमारे पास आइगेन वेक्टर हैं तो हम इस मॉडल मेट्रिक्स को तैयार कर सकते हैं जिसे हम P कहते हैं P के लिए हम इन मेट्रीसेस को रख रहे हैं ये वेक्टर हैं आइगेन वेक्टर इस P के कॉलम के रूप में तो यहाँ यह पहला कॉलम है और फिर यह दूसरा कॉलम है तो हमारा मॉडल मेट्रिक्स अब तैयार है और हम यह सत्यापित कर सकते हैं कि यह दिखता है तो यहाँ हमें यह भी प्राप्त करना है यह इन्वर्स है तो यह 2 गुणा 2 के मेट्रिक्स के लिए यह सरल है इसलिए हमें इसे डिटेर्मिनेंट द्वारा यहां विभाजित करना होगा और फिर हमें संकेत को बदलने की आवश्यकता है और डिटेर्मिनेंट फिर से ऋण चिन्ह के साथ होगा तो अंत में हमे इस मेट्रिक्स P के इन्वर्स के रूप मे P 1 प्राप्त करेंगे जिसे हम इन दोनों को गुणा करके भी सत्यापित कर सकते हैं और हमें आइडेंटिटी मेट्रिक्स मिल जाती है तो यहाँ P 1 और अगर हम 𝑃−1𝐴𝑃 की गणना करते हैं तो यह डाइगोनल रूप में आ रहा है और यह एक डाइगोनल मेट्रिक्स है और यहाँ बिल्कुल यही बिंदु है तो हमने अपने मॉडल मेट्रिक्स में इसे रखा है ये वेक्टर ऋण 1 पहले कॉलम के रूप में है और जो कि आइगेन वैल्यू 1 के अनुरूप था और यही कारण है कि यह पहला आइगेन वैल्यू आ रहा है और दूसरे मामले में हमने इस दूसरे कॉलम को रखा है जो यहां 6 के कारण था और इसलिए डाइगोनल में दूसरा एलिमेंट यहां 6 है इसलिए यह ऑर्डर यदि हम उदाहरण के लिए यहां ऑर्डर बदलते हैं तो अगर हम इसे बदल कर करते हैं यदि हम बदलते हैं यदि हम इस P को लेते हैं यदि हम इस मॉडल को मेट्रिक्स को लेते हैं तो यहाँ क्योंकि यहाँ यह इस 6 के अनुरूप था और फिर यह यहाँ इस संख्या 1 के अनुरूप है तो तदनुसार वह ऑर्डर बदल जाएगा इसलिए हम जिस ऑर्डर में यहां के आइगेन वेक्टर लेते है उसी ऑर्डर के रूप में डाइगोनल प्रविष्टियों में आइगेन वैल्यू प्राप्त होता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है यहां दूसरा बिंदु जिसका उल्लेख करना भी आवश्यक है कि उदाहरण के लिए यह अद्वितीय आइगेन वेक्टर नहीं है इसलिए हम इसे −11𝑇 किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं जो कि आइगेन वेक्टर ही होगा यहाँ फिर से इस 41𝑇 मे भी हम किसी भी स्केलर् को गुणा कर सकते हैं जो कि आइगेन वेक्टर ही होगा क्योंकि आइगेन वेक्टर अद्वितीय नहीं हैं और ऐसा करने से भी कोई समस्या नहीं है कि हम किसी भी वेक्टर को केवल −1 और 1 में ही रख सकते हैं हम यहां उदाहरण के लिए 2 और 2 को पहले कॉलम में रख सकते हैं

और दूसरे कॉलम में हम उदाहरण के लिए 2 से गुणा कर सकते हैं तो 2 2 और 8 तो हम 8 और 2 को दूसरे कॉलम में रख सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस इन्वर्स P द्वारा ध्यान रखा जाएगा और फिर भी यह गुणा हमें वही डाइगोनल मेट्रिक्स देगा इसलिए यहां यह तथ्य है कि क्या हम यहां कुछ अचरो द्वारा इन आइगेन वेक्टरस को गुणा करते हैं तो भी इस 𝑃−1𝐴𝑃 को फर्क नहीं पड़ता यह एक ही आइगेन वैल्यू पर जाता है एक ही डाइगोनल मेट्रिक्स पर जाएगा जिनकी प्रविष्टियां 1 और 6 होंगी केवल एक ही बात का फर्क पड़ता है की आइगेन वेक्टरस का ऑर्डर क्या है इस प्रकार हम जिस ऑर्डर को यहाँ आइगेन वेक्टरस के स्तंभो को रख रहे हैं उसी ऑर्डर में यह आइगेन वैल्यू को प्रदर्शित करेंगे तो यहां इस 3 गुणा 3 के मेट्रिक्स का एक और उदाहरण दिया गया है तो इस मेट्रिक्स के लिए भी अगर आप यह जांचना चाहते हैं कि यह डैगोनलाइजेबल हो सकता है या नहीं और डाइगोनल मेट्रिक्स क्या होगा मॉडल मेट्रिक्स क्या होगा तो इसके लिए हमें आइगेन वैल्यू की गणना करने की आवश्यकता है तो इस मेट्रिक्स के आइगेन वैल्यू 2 2 और 8 आते हैं आइगेन वेक्टरस तो अब फिर से प्रत्येक आइगेन वैल्यू के लिए हमें इस मॉडल P 1 को बनाने के लिए आइगेन वेक्टर की गणना करने की आवश्यकता है और इस आइगेन वैल्यू value 22 दोहरे 1 के लिए तो यहाँ इस 2 की अलजेबरीक मल्टीप्लीसिटी 2 है और अब हम गणना करते हैं इस के लिए आइगेन वेक्टर की तो यहां यह 2 माइनस 2 और माइनस 2 है इसलिए यह वहां मेट्रिक्स होगा जिसे हम लीनियर सिस्टम ऑफ़ इक्वेशंस के रूप में हल करना चाहते हैं तो ऐसा करने से जो हम वास्तव में यहां 3 लीनियर इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टरस को प्राप्त कर रहे हैं जिसका अर्थ है 2 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी 2 है और जैसा कि अलजेबरीक मल्टीप्लीसिटी 2 है इस विशेष स्थिति में ज्योमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी भी 2 है तो यह इस 2 के अनुरूप है यह भी इसी 2 के अनुरूप है और यहाँ हमारे पास यह 8 है इसलिए हमारे पास 3 लीनियर रूप से इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर है और यही कारण है कि अब हम वास्तव में इस मेट्रिक्स को डाइगोनलाइज कर सकते हैं क्योंकि हमें 3 मेट्रिक्स की आवश्यकता है याद रखें कि यहां याद रखना आसान है कि मॉडल P यहाँ मॉडल मेट्रिक्स P का ऑर्डर A के ऑर्डर के समान होगा इसलिए हमें मेट्रिक्स P को भरने के लिए इन 3 स्तंभों की आवश्यकता है तो यदि हमारे पास 3 लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं तो हम इस P को बना सकते हैं अन्यथा उदाहरण के लिए 2 से संबंधित यदि ऐसा होता है कि हमारे पास केवल 1 आइगेन वेक्टर होता है तो हम इस P को नहीं बना सकते हैं दूसरे शब्दों में मेट्रिक्स A उस स्थिति में डाइगोनलाइज नहीं किया जा सकता है इसलिए यहां मेट्रिक्स A डाइगोनलाइज है क्योंकि हमें 3 लीनियर इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर प्राप्त होते है और मॉडल मेट्रिक्स मिल रहा हैं पहले दो कॉलम और 8 के अनुरूप तीसरे कॉलम के रूप में हमारे पास यह 2 माइनस 1 प्राप्त होता है तो यह 2 से संबंधित है पहला कॉलम यह भी 2 के अनुरूप है और यह 1 तीसरे कॉलम से मेल खाता है तो हमारा ऑर्डर ठीक यही रहेगा और यह डाइगोनल मेट्रिक्स 𝑃−1𝐴𝑃 की प्रविष्टियां बन जाएगी तो अगर आप अब 𝑃−1𝐴𝑃 की गणना करते हैं तो हमें इस 𝑃 1 को प्राप्त करने की आवश्यकता है और फिर इस गुणन को हमें बनाना है और फिर हमें यह 22 मिलेगा और ठीक इसी ऑर्डर मे हमने यहां इन आइगेन वेक्टरस को रखा है तो हम इन डाइगोनल प्रविष्टियों को बिल्कुल यहाँ 2 2 और 8 के रूप में प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ यह डाइगोनल मेट्रिक्स है जो मेट्रिक्स A के समान है और बाद में हम इस मेट्रिक्स के बारे में कई अच्छे गुणों का अवलोकन करेंगे क्योंकि यह समान मेट्रिक्स कई प्रगुण साझा करते हैं और कुछ अनुप्रयोगों में से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों मे जब हम एक बार मेट्रिक्स को डाइगोनलाइज कर लेते हैं जिन्हें हम कई अनुप्रयोगों में उपयोग कर सकते हैं तो यह भी इस व्याख्यान की चर्चा का विषय होगा तो चलिए अंतिम उदाहरण की तरह हम एक ओर उदाहरण लेते हैं जहां हम देखते हैं कि यह विकर्णों में 2 2 और 3 की प्रविष्टियों के साथ निचली ट्रायांगल मेट्रिक्स है और फिर हमारे पास यह 4 है डाइगोनल के अलावा मे बाकी सब कुछ 0 है तो इस स्थिति में अगर हम आइगेन वैल्यू की गणना करते हैं हम जानते है की ट्रायांगल मेट्रीसेस के लिए हैं तो यह 2 2 और 3 है इसलिए आइगेन वैल्यू 2 2 और 3 होंगे और हमें फिर से 2 के अनुरूप आइगेन वेक्टरस की गणना करनी होगी और इसके अलावा 3 के अनुरूप भी इस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ यह 2 की अलजेबरीक मल्टीप्लीसिटी 2 है और ऐसा होता है कि इस 2 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लीसिटी 1 है और यह वह बिंदु है जिसके कारण वास्तव में हम सिस्टम को डाइगोनलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस आइगेन वैल्यू 2 कि ज्योमेट्रिक गुणन अलजेबरीक मल्टीप्लीसिटी के बराबर नहीं है तो हमें कम संख्या मे आइगेन वेक्टर मिलेगे और हम इस मॉडल मेट्रिक्स P को नहीं बना सकेगे हैं तो यहाँ इन 2 आइगेन वैल्यू के अनुरूप दोहराये गए आइगेन वैल्यू के सापेक्ष हमे केवल 1 आइगेन वेक्टर प्राप्त हो रहा हैं और कारण स्पष्ट है क्योंकि अगर हम समीकरण A माइनस लेम्डा 𝜆 I x बराबर 0 को बनाते हैं तो यहाँ क्या होगा हमें यह 0 0 0 मिलता है और फिर हमारे पास यहाँ 4 के लिए फिर से 0 0 और 0 0 1 है यह यहाँ के आइगेन वेक्टरस के लिए सिस्टम ऑफ़ इक्वेशंस की स्थिति है और दाहिने हाथ की ओर 0 है तो सिस्टम ऑफ़ इक्वेशंस के लिए हम क्या पर्यवेक्षण करते है हम यहाँ क्या निरीक्षण करते हैं कि हमारे पास यहाँ 2 पिवोट्स एलिमेंट हैं 4 और 1 ये पिवोट्स एलिमेंट हैं और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक है जो यहाँ x2 है तो x2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका मतलब है हम इस x2 को जो हमें पसंद है चुन सकते हैं तो हम इस को अल्फा लेते हैं और फिर सीधे इन समीकरणों से हम देखते हैं कि x1 इस दूसरे समीकरण से 0 है और इस तीसरे समीकरण से हम देखते हैं कि x3 0 के बराबर है इसलिए आइगेन वेक्टर x1 x2 x3 इस मामले में इस दोहराव वाले आइगेन वैल्यू के अनुरूप 0 1 0 और 0 1 0 का कोई भी गुणक आ रहा है तो यह है कि हमने यहाँ सिर्फ अल्फा को 1 लिया है तो यह यहाँ आइगेन वेक्टरस में से एक है और फिर 3 के अनुरूप भी हम आइगेन वेक्टर की गणना कर सकते हैं और स्वाभाविक रूप से यह 1 ही आएगा तो हमारे पास 2 माइनस 1 और 1 है तो इन 2 वेक्टरस के साथ क्योंकि हमें इस मॉडल मेट्रिक्स P के पदों को भरने के लिए 3 वेक्टरस की आवश्यकता है इसलिए हम इस स्थिति में यह नहीं कर सकते क्योंकि हमें 2 लीनियर इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर मिल रहे हैं और इसलिए यह मेट्रिक्स A डाइगोनलाइज नहीं है तो दिया गया मेट्रिक्स डाइगोनलाइज नहीं हैं तो हमने यहाँ क्या देखा है कि हर मेट्रिक्स को हम डाइगोनलाइज नहीं कर सकते हैं हम केवल उन मेट्रिक्स को डाइगोनलाइज कर सकते हैं जब आइगेन वेक्टरस इस आइगेन वेक्टर का समुच्चय पूर्ण है यदि यह एक n×n मेट्रिक्स है तब यदि हमे n लीनियर रूप से इंडिपेंडेंट आइगेन वेक्टर प्राप्त होते हैं तो हम मेट्रिक्स को डाइगोनलाइज कर सकते हैं अन्यथा हम मेट्रिक्स को डाइगोनलाइज नहीं कर सकते अब डैगोनलाइजेशन के अनुप्रयोगों पर आते हैं पहला उपयोग हम इस पर ध्यान देगे कि हम मेट्रिक्स को डाइगोनलाइज करने के बाद आसानी से मेट्रिक्स की घातों की गणना कर सकते हैं तो ऐसा क्यों यहाँ क्या संबंध है या आइगेन वैल्यू आइगेन वेक्टरस मे यह हम अब देखेंगे तो यह 𝑃 1𝐴𝑃 हमने क्या देखा है कि A का डाइगोनलाइजेशन किया जा सकता है तो हमारे पास यह संबंध 𝑃 1𝐴𝑃 D के बराबर है या हम इसे फिर से लिख सकते हैं कि A बराबर है इसलिए हम P से गुणा करते हैं पहले यहाँ PD होगा और फिर दाईं ओर हम P 1 से गुणा करेंगे तो हम इस संबंध से बाहर निकलेंगे यहां A PDP 1 के बराबर है इसलिए यह संबंध होने पर यदि आप गुणा करना चाहते हैं या हम इस स्थिति में A की घात 2 या A का वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस 𝑃𝐷𝑃 1 को 𝑃𝐷𝑃 1 के साथ गुणा करना होगा और फिर इस सह्चर्यता के प्रगुण के साथ हम यहां यह महसूस करेंगे कि यह इन्वर्स P P है जिसे हम आइडेंटिटी मेट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं और फिर हम यहां 𝑃𝐷2𝑃−1 पहुंचेंगे जिसका अर्थ है यह P और इस डाइगोनल मेट्रिक्स की घात हैं तो यहाँ A का वर्ग इस मेट्रिक्स की घात 2 इस मेट्रिक्स की घात 2 है यह कहा जा रहा है कि यह घात इस डाइगोनल मेट्रिक्स की घात के रूप में बदल गई है इसका यहाँ क्या प्रयोग है कि यह डाइगोनल मेट्रिक्स मे हम आसानी से इस घात को यहाँ प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि यह घात सीधे डाइगोनल प्रविष्टि में जाएगी इसलिए हमें वास्तव में इस घात को प्राप्त करने के लिए इस मेट्रिसेस D को गुणा नहीं करना है लेकिन केवल डाइगोनल प्रविष्टियों का वर्ग करना है और यह एक कारण है

तो हमे बस यह गुणन करने होगे स्वाभाविक रूप से जब हमारे पास यहाँ एक उच्च घात होती है और केवल दो के लिए नहीं क्योंकि किसी भी स्थिति में अब हमें 𝑃𝐷2𝑃−1 गुणा करना है इसलिए यहां स्वाभाविक रूप से काम अधिक है अगर हम सिर्फ इस घात 2 ज्ञात करना चाहते हैं लेकिन उदाहरण के लिए हम 1000 घात प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से यह बहुत उपयोगी होगा क्योंकि D की घात उच्च घात आसान होगी गणना करना तो यह A का वर्ग D का वर्ग क्यों आ रहा है हम इस विचार को उदाहरण के लिए जारी रख सकते हैं A3 मे भी समान संरचना होगी तो यह PD2𝑃 1 जो कि A वर्ग के लिए है और फिर A से गुणा किया जाता है और यह P इन्वर्स P फिर से आइडेंटिटी मेट्रिक्स बन जाएगा और हमारे पास PDQP इन्वर्स होगा तो यहाँ कौन सी बात है जिसे हम इन गणनाओं से देख सकते हैं कि A घात n यहाँ सिर्फ D घात n होगी और यह PD घात और P इन्वर्स इसलिए यह इस मेट्रिक्स T के ट्रांस्लेटिंग करने पर यहां यह घात को जारी रखेगा इसलिए सामान्य तौर पर हम यह भी साबित कर सकते हैं कि यह An𝑃𝐷𝑛𝑃 1 है इसलिए जैसा कि हमने पहले कहा था जब हम इस मेट्रिक्स की उच्च घात की एक बड़ी संख्या की गणना करना चाहते हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं और फिर यह बहुत उपयोगी है क्योंकि यहाँ पर Dn गणना बहुत सरल है क्योंकि यदि हम उदाहरण के लिए 2 डाइगोनल मेट्रिक्स लेते हैं तो यह यहाँ है और हम उसी के साथ गुणा करना चाहते हैं तो अब क्या होगा तो यदि आप इसे गुणा करते हैं तो एक वर्ग आएगा और फिर यह गुणा यहां 0 होगा साथ ही यह 0 होगा और b का वर्ग आएगा तो क्या होता है जब हम डाइगोनल मेट्रिसेस का गुणन करते हैं बस हम यह घात करेंगे यह घात डाइगोनल प्रविष्टियों में जाएगी इसलिए हमें इस गुणन को मेट्रिक्स गुणन के रूप में नहीं करना है बस जब हमारे पास घात n है इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास यह 0 0 b है और हम इस घात n को यहां प्राप्त करना चाहते हैं तो यह कुछ भी नहीं होगा बल्कि शून्य घात n और b घात n तो यहाँ यह बात है इसलिए यह संबंध होने के कारण कि 𝐴𝑛 ओर कुछ भी नहीं है बल्कि यहां Dn है इसलिए यह गणना करने के लिए बहुत सरल है और फिर अंत में हमें यह गुणन P और P 1 के साथ करने की आवश्यकता है तो इस मेट्रिक्स गुणन के लिए यहाँ यह एकमात्र गणना भर है परंतु D घात n के लिए केवल यहाँ लीनियर संबंध है तो ये डाइगोनल प्रविष्टियाँ घातीय होंगी और कुछ नहीं तो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते हें जो कहता है कि के लिए A5 ज्ञात करे तो लेकिन ऐसा करने के लिए हमें आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टरस की गणना करनी होगी क्योंकि हमें P की आवश्यकता है और हमें उस डाइगोनल मेट्रिक्स की भी आवश्यकता है तो इस स्थिति में आइगेन वैल्यू 1 2 के रूप में आ रहे हैं और फिर हम 1 के अनुरूप आइगेन वेक्टर की गणना करते है जो कि है और 2 के अनुरूप यह है तो अब हम इस P मॉडल मेट्रिक्स P को बना सकते हैं तो इन आइगेन वेक्टरस को कॉलम के रूप मे रखने पर ले इसलिए हम वास्तव में एक बहुत ही उच्च घात की गणना कर सकते हैं साथ ही गणना का भार भी समान रहेगा हमें केवल यह करना है कि हमें डाइगोनल प्रविष्टियों की घात लगानी है इसलिए और फिर बाद में हमें किसी भी स्थिति में बस इस P और P 1 से गुणा करना होगा इसलिए इस संबंध को मेट्रिक्स A की किसी भी घात का पता लगाना अब आसान है तो यह एक घात 5 है लेकिन इसका उपयोग आमतौर पर तब किया जाता है जब हम वास्तव में चाहते हैं कि हम इस मेट्रिक्स A की एक उच्च घातो की गणना करना चाहते हैं फिर यह मैट्रिसेस A के गुणों की तुलना में यह बहुत ही कुशल है तो यह उन अनुप्रयोगों में से एक था जहां हम आइगेन वैल्यू आइगेन वेक्टरस या विशेष रूप से मेट्रिक्स के डाइगोनलाइजेशन की अवधारणा का उपयोग करते हैं अब अगले अनुप्रयोग पर आ रहे हैं जो लीनियर अवकल सिस्टम ऑफ़ इक्वेशंस का हल है हालांकि अवकल सिस्टम ऑफ़ इक्वेशंस का हल अगले कुछ व्याख्यानों का विषय होंगे लेकिन यहां केवल इसकी अवधारणा प्रस्तुत करने या डाइगोनल के अनुप्रयोग को प्रस्तुत करना है हम बहुत सरल उदाहरण भी देंगे इसलिए यहां हम लीनियर अवकल समीकरणों पर विचार करते हैं तो यहाँ यह एक सिस्टम हैसिस्टम का मतलब है कि हमारे पास एक से अधिक अवकल समीकरण हैं और उनके वेरिएबल युग्मित हैं तो यहाँ हमारे पास यह है उदाहरण के लिए बाएं हाथ की ओर यह अवकल पद है लीनियर अवकलनीय सिस्टम ऑफ़ इक्वेशंस पर विचार करें मानते है कि A डाइगोनलाइजेबल है तब 𝑃−1 𝑡𝑌𝑡 प्रतिस्थापित करने पर हमे प्राप्त होता है तो यहाँ लाभ यह है कि हमारा सिस्टम रिड्युसड़ रेदुकेडसिस्टम है कि यहाँ हम से अवकल रूप है हरे पास यहाँ यह डाइगोनल मेट्रिक्स है और फिर हमारे पास 𝑦 अज्ञात है अब अगर हम इस गुणन को देखें तो हमें क्या मिल रहा है हमे यह n समीकरणे प्राप्त होती हैं और वे वास्तव में अब समीकरणों को प्रतिरूपित कर रहे है अब क्योंकि एक बार जब हम इसे डाइगोनल प्रविष्टियों के साथ गुणा करते हैं तो हम प्राप्त कर रहे हैं 𝜆𝑖 के सापेक्ष आइगेन वेक्टर है तो हमें क्या करना है हमें गणना करना है यह मूल गुणांक मेट्रिक्स A जो समीकरणों सिस्टम के लिए दिया गया था हमें केवल लेम्डा की गणना करनी है और आइगेन वैल्यू तथा आइगेन वेक्टरस की गणना करने की आवश्यकता है और फिर हम एक हल प्राप्त सकते हैं तो इसे प्रदर्शित करने के लिए हम एक सरल उदाहरण लेते हैं हम सिस्टम को पुनः लिखते हैं तो तो हमें क्या करना है हमें यहां इस मेट्रिक्स के आइगेन वैल्यू और आइगेन वेक्टर की गणना करना है तो इस मेट्रिक्स का आइगेन बहुपद लिखने पर इसका आइगेन वैल्यू हमे प्राप्त हो रहा हैं आइगेन वेक्टरस तो हमने यहां क्या देखा है कि इस डाइगोनलाइजेशन की मदद से इस तरह के सिस्टम को हल करना बहुत आसान था और यहाँ निष्कर्ष यह है कि मेट्रिक्स का यह डाइगोनलाइजेशन जो हमने सीखा है और विशेष रूप से हमने इन दो अनुप्रयोगों मे देखा है मेट्रीसेस की घात हम इसकी सहायता से आसानी से गणना कर सकते हैं और लीनियर अवकलनीय सिस्टम ऑफ़ इक्वेशंस का समाधान की गणना भी हम इस डाइगोनलाइजेशन के साथ कर सकते हैं तो ये हमारे द्वारा उपयोग किए गए संदर्भ हैं और आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद